अब हम पिछले व्याख्यान से IoT नेटवर्किंग और उस पर असर डालने वाले विभिन्न मुद्दों पर हमारी चर्चा जारी रखते हैं IoT नेटवर्क की आवश्यकताओं में कवरेज संचार के संदर्भ में पर्याप्त कवरेज हैं दूसरी चीज जिसका नेटवर्क समर्थन करता है वह है थ्रूपुट जैसा कि हमने पहले पिछले व्याख्यान में कहा था कि बहूत ज़रूरी है ये पैकेट समय पर न मिले तो तब वह डेटा नेटवर्क की सेवा की पर्याप्त गुणवत्ता के समर्थन के लिए उपयोगी नहीं है अगला lossiness शोर के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है जो कुछ समाधान हम एक नेटवर्किंग दृष्टिकोण से IoT नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं इन सेवाओं को अत्यधिक ऊर्जा कुशल होने की आवश्यकता है तो हम इसके बारे में विस्तार से बातचीत करने से पहले चलो हमें फिर से IoT के सैंपल इंप्लीमेंटेशन हो सकता था चलो हम कुछ समाधानों के बारे में बात करते हैं एक जो MQTT प्रोटोकॉल है MQTT पूर्ण फ़ॉर्म है मैसेज क्यू टेलिमेटरी ट्रांसपोर्ट की अवधारणा पर आधारित है यह MQTT में प्रमुख बात है और यह मौजूदा TCP IP के ऊपर काम करता है इस तरह से MQTT सही से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है तोआप जानते हैं कि MQTT टीसीपी आईपी किया गया है कहां से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो इस तरह का आर्किटेक्चर IoT के लिए उपयुक्त है और इसके विश्वसनीय हल्के और लागत प्रभावी होने का फायदा है यह एक उदाहरण है कि MQTT पब्लिश सब्सक्राइब फ्रेमवर्क किस तरह से काम करता है तो यह विशेष चित्र देखिए हमारे पास एमक्यूटीटी क्लाइंट द्वारा पब्लिश किया जाएगा MQTT ब्रोकर एक सर्वर है जो इस डेटा का भंडारण करता है अब विभिन्न क्लाइंट अपनी रुचियों और सब्सक्रिप्शन के आधार पर इस MQTT ब्रोकर पर सब्सक्राइब करेंगे सर्वर पब्लिश होने वाली जानकारी के अनुसार कार्य करेंगे यह पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पर आधारित है और इस प्रकार MQTT प्रोटोकॉल काम करता है अब कुछ अन्य चीजों के बारे में बात करने से पहले हम कुछ और अवधारणाओं पर ध्यान देते हैं एमक्यूटीटी में हम विभिन्न अवयव के बारे में बात कर रहे हैं MQTT घटक ये घटक क्या हैं हम पब्लिशर सब्सक्राइबर और ब्रोकर के बारे में बात कर रहे हैं ये पब्लिशर हल्के सेंसर हैं सब्सक्राइबर वे एप्लीकेशंस है जो सेंसर डाटा में रुचि रखती है यह ब्रोकरसब्सक्राइबर को पब्लिशर के साथ जोड़ने में मदद करते हैं तो यह कैसे काम करने जा रहा है अब इस तरह की पृष्ठभूमि देखते हैं कि कनेक्टिविटी के लिए विभिन्न मॉडल कौन कौन से हैं MQTT विभिन्न तरीकों को प्रदान करता है जो कनेक्ट करने डिस्कनेक्ट करने सदस्यता लेने के लिए सदस्यता समाप्त करें और प्रकाशित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं हमारे पास इस तरह के पब्लिशर हैं जो तापमान सेंसर की तरह अलग अलग IoT सेंसर हैं ये उस ब्रोकर को डेटा भेजेंगे जिसके पास यह कतार है जहाँ ब्रोकर के पास डेटा कतार में होगा और फिर ग्राहकों से सदस्यता के आधार पर डेटा भेजा जा रहा है यह लैपटॉप पीडीए मोबाइल फोन आदि हो सकते हैं हमें क्यूओएस के बारे में बात करने की आवश्यकता है क्योंकि के बिना QoS हम IoT के बारे में नहीं सोच सकते सेवा की गुणवत्ता के बीच है वहाँ क्यूओएस के विभिन्न स्तर हैं पहला एक QoS 0 है जो सबसे अधिक बार वितरण सुनिश्चित करने के बारे में है इसलिए यह बेहतरीन प्रयास और डेटा पावती सेवा है तथा यहाँ पब्लिशर्स संदेश को एक बार सर्वर तक पहुंचाता है और सर्वर उसे एक बार क्लाइंट को प्रसारित करता है मूल रूप से वहाँ पुनः प्रयास संभव नहीं है QoS 1 दूसरी ओर पर कम से कम एक बार वितरण के बारे में बात करता है जहां से पुन प्रयास तब तक किया जाता है जब तक संदेश की पावती प्राप्त नहीं हो जाती है QoS 2 और अलग है यह बिल्कुल एक बार वितरण के बारे में है और यह सुनिश्चित करता है कि संदेश ठीक से वितरित होने तक एक बार पुनर्प्रयास किया जाता है तो इस तरह से MQTT प्रोटोकॉल काम करता है चलो अब हम CoAP प्रोटोकॉल को देखते हैं सीओएपी एक अनुप्रयोग स्तरित की तरह है CoAP एक प्रोटोकॉल है जो विभिन्न API विभिन्न आईओटी अनुप्रयोगों में को चलाने में मदद करता है सीओएपी का पूर्ण रूप संकुचित अनुप्रयोग प्रोटोकॉल वाली एप्लीकेशन को HTTP के स्थान पर चलाने को सक्षम किया जा सके यह एक RESTful सेवा है जो HTTP के बराबर है इसलिए HTTP के बजाय आप CORE चलाते हैं CORE मूल रूप से ट्रांसपोर्ट लेयर के नाम से जाना जाता है सीओएपी चार प्रकार के संदेशों को परिभाषित करता है जो कंफर्म एबल संदेश भेजता है अगर यह संदेश को प्रोसेस नहीं कर सकते तो यह विभिन्न संदेशों का उपयोग करता है जैसे GET PUT OBSERVE PUSH DELETE आदि जैसे MQTT इसी तरह ये सभी अलग अलग संदेश प्रकार जैसे GET PUT OBSERVE PUSH और DELETE एक साथ IP मल्टीकास्ट जैसे अलग अलग चीजों को करने के लिए IoT में M2M संचार के लिए उपयोग किया जाता है वहाँ बहुत सी चीजें उपलब्ध हैं यदि आप इस विशेष प्रोटोकॉल के बारे में गहराई से जानने के लिए आगे रुचि रखते हैं लेकिन एक विस्तृत दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि इस तरह की जानकारी जो भी मैंने आप को प्रदान की है पर्याप्त है एक अलग दृष्टिकोण से वहाँ एक और प्रोटोकॉल है जिसे XMPP प्रोटोकॉल कहा जाता है इसका पूर्ण रूप एक्स्टेंसिबल मैसेजिंग का उपयोग करता है यह मॉडल विकेंद्रीकृत पब्लिशसब्सक्राइब चैट स्थिति सूचनाएं का समर्थन करना आदि और यह कस्टमाइज मार्कअप भाषा जोकि विभिन्न संगठनों द्वारा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार परिभाषित की गई है क्योंकि यह XML पर आधारित है इनमें से कुछ बहुत उच्च स्तर के हैं एक और बहुत ही उच्च स्तर पर AMQP प्रोटोकॉल है AMQP का पूर्ण रूप एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल आधारित तंत्र पर संपूर्ण पर निर्भर है जिन विवरणों को आप जानते हैं उन्हें वापस से नहीं बता रहा हूं ऊपरी तौर पर इस तरह के फीचर एएमक्यूपी और प्रवाह नियंत्रण संरक्षित है संदेश वितरण की गारंटी AMQP का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार की हैं एक कम से कम एक बार इसका मतलब है कि संदेश वितरण के संदर्भ में गारंटी देता है लेकिन ये गारंटी कई बार ऐसा कर सकती है कई बार अधिकतम एक जो कि यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि प्रत्येक संदेश एक या कभी नहीं दिया गया है और बिल्कुल एक बार जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई संदेश नष्ट तो नहीं हुआ और कम से कम एक बार मिला IEEE 1888 यह एक ऊर्जा कुशल नेटवर्क नियंत्रण प्रोटोकॉल और भी कई का समर्थन करता है इस चीज़ का पूर्ण रूप डिस्ट्रिब्यूटेड डेटा सर्विस रियल टाइम पब्लिश एंड सब्सक्राइब इन्हें सुनते हैं वहाँ एक एकल विषय है जिसमें विभिन्न प्राथमिकताओं के कई स्पीकर हो सकते हैं और यह सूचीबद्ध QoS का समर्थन करता है जो है डेटा दृढ़ता औद्योगिक और स्वास्थ्य सेवा निगरानी जैसे अनुप्रयोग वे हैं जो इस विशेष प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं इसी के साथ हम IoT नेटवर्क पर दोनों व्याख्यानो के अंत में आते हैं इन सभी प्रोटोकॉल जिनके बारे में हमने बात की है वे प्रोटोकॉल किसी भी प्रकार के IoT अनुप्रयोगों और IoT और औद्योगिक क्रांति 40 के साथ उपयोग के लिए बहुत आकर्षक हैं बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक कनेक्टेड बिहेवियर है और इसके लिए ये सभी प्रोटोकॉल उन आधारित प्रोटोकॉल पर आधारित पब्लिश सब्सक्राइब करते हैं जिनके बारे में हमने इस व्याख्यान में बात की है और पिछले ये आप को इस तरह के जुड़े सिस्टम कनेक्टेड नेटवर्क और इसके भीतर व्यवहार सामग्री का निर्माण करने में मदद करेंगे इसी के साथ इस ज्ञान के अंत में आते हैं धन्यवाद